आज के व्याख्यान में हम कोशिश करने और कम करने के लिए शिफ्टिंग टोंटी उत्तराधिकारी को देखेंगे नौकरी की दुकान शेड्यूलिंग परिदृश्य में Makespan पिछले व्याख्यान में हमने पाया था एसपीटी नियम का उपयोग करते हुए एक समाधान जिसने हमें 40 का मेकपैन दिया अब हम एक ही उदाहरण के लिए स्थानांतरण बाधा को लागू करेंगे यह देखने के लिए कि क्या हम एक बेहतर समाधान प्राप्त कर सकते हैं या यह समझ सकते हैं कि स्थानांतरण बाधा कैसे काम करती है अब स्थानांतरण अड़चन को समझने के लिए आइए हम पहले एक नेटवर्क बनाएं जो नौकरी की दुकान निर्धारण समस्या का प्रतिनिधित्व करता है अब हम इस नेटवर्क को देखते हैं यह नेटवर्क सूचना के एक भाग को कैप्चर करता है यहाँ दिया गया अब एक शुरुआत है और एक अंत है नौकरी की दुकान को देखने के बजाय गैंट चार्ट के माध्यम से शेड्यूलिंग समस्या जो हमने पिछले व्याख्यान में की थी आइए हम कोशिश करें और इस नेटवर्क के माध्यम से इसे देखें तो वहाँ तीन काम किया जाना है और ये तीन नौकरियां इस नेटवर्क में तीन रास्तों का प्रतिनिधित्व करती हैं इसलिए यह नौकरी 1 का प्रतिनिधित्व करेगी पहली यात्रा मशीन 1 अगर हम नौकरी 1 का मार्ग देखते हैं तो यह मशीन 1 मशीन 3 और मशीन 2 है तो मशीन 1 पर नौकरी 1 मशीन 3 के बाद मशीन 2 द्वारा पीछा किया जाता है नौकरी 1 का रास्ता फिर तीर को इस तरह बनाना होगा इसी तरह नौकरी 2 पहले जाती है मशीन 2 मशीन 1 और मशीन 3 तो नौकरी 2 पहले मशीन 2 मशीन 1 और पर जाती है मशीन 3 और इसलिए नौकरी 2 के लिए निर्देश नौकरी 2 का प्रवाह इस तरह होगा और नौकरी 3 के लिए भी ऐसा ही होगा हमारे पास प्रत्येक नोड और प्रत्येक नोड से जुड़ा एक निश्चित प्रसंस्करण समय है एक ऑपरेशन का प्रतिनिधित्व करता है जो एक मशीन पर नौकरी की यात्रा है तो अगर एक नोड a में i j है तब j काम है और i मशीन है इसलिए 1 1 का मान 7 है इसमें 8 है इसमें 10 है 6 4 और 12 और यह 88 और 7 हैं इसलिए अपने आप को छोड़ दिया प्रत्येक काम मशीनों से गुजरना होगा इन मशीनों की यात्रा के क्रम को कैप्चर कर लिया गया है लेकिन फिर हमारे पास एक शर्त यह है कि एक मशीन एक बार में केवल एक ही काम कर सकती है तो अगर हम एक विशेष मशीन लेते हैं अब मशीन आंकड़े यहां मशीन 1 आंकड़े यहां और मशीन 1 भी यहाँ आंकड़े इसलिए मशीन 1 अब एक विशेष अनुक्रम के अनुसार कार्यो को ले जाएगी और उसके आधार पर समय बदला जाएगा तो अगर हम मशीन 1 लेते हैं और हम यह दिखाते हैं उदाहरण के लिए 1 और 2 के कार्यो के बीच हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जहां फिलहाल हमें पता नहीं है कि मशीन 1 पर पहले कार्य 1 जायेगा या कार्य 2 इसलिए अगर मशीन 1 पर कार्य 1 पहले जाता है और फिर कार्य 2 तो इस प्रकार कार्य 1 फिर कार्य 2 मशीन 1 पर जायेगा और यह चक्र जारी रहेगा अगर कार्य 2 पहले जा रहा है और कार्य 1 बाद में आ रहा है तो यह कहना है कि कार्य 2 पहले होगा फिर तीर कार्य 1 की ओर बढ़ेगा और फिर यह आगे बढ़ेगा तो फिलहाल हम नहीं पता है कि अगर हम इस विशेष मशीन पर इन दो कार्यो पर विचार करते हैं तो हम नहीं जानते किस क्रम में वे मशीन द्वारा संसाधित किए जा रहे हैं हम जानते हैं कि इन दोनों में से एक सक्रिय होगा जबकि दूसरा सक्रिय नहीं होगा इसी तरह हमें मशीन 1 कार्यो 2 और 3 के लिए भी विचार करना होगा और मशीन 1 के लिए कार्य 1 और कार्य 3 के लिए भी तो वहाँ वास्तव में कार्यो की हर जोड़ी के लिए दो आर्क्स हैं उनमें से एक आखिरकार होगा समाधान के आधार पर सक्रिय इसी तरह हमें मशीन 2 के लिए करना है इसलिए मशीन 2 है यहाँ मशीन 2 यहाँ है और मशीन 2 यहाँ है इसलिए हमारे पास कुछ इस तरह होगा कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से जिस क्रम में मशीन पर निर्भर करता है नौकरियों को संसाधित करने जा रहा है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है अंतिम समाधान में प्रत्येक जोड़ी के लिए केवल एक आर्क्स सक्रिय होगा अब मशीन 3 के लिए समान हैं मशीन 3 आंकड़े यहां 3 अलग अलग स्थानों में हैं इसलिए हम इस तरह एक सेट होगा हमारे पास एक सेट इस तरह होगा और हमारे पास तीसरा सेट होगा इस तरह तो यह नेटवर्क को पूरा करता है जहां इस प्रकार के आर्क्स पूरे को नहीं बदलेंगे दिशाएं नहीं बदलेंगी और उन सभी जगहों पर जहां हमारे पास दो चाप हैं निर्भर करता है समाधान केवल उनमें से एक अंतिम समाधान में सक्रिय होगा अब यदि हम ऐसा नेटवर्क बनाते हैं और हमारा निर्णय अब यह पता लगाना है कि क्या हम मशीन लेते हैं आर्क्स के इन 3 सेटों में से 1 6 आर्क जो हमने लिखे हैं उनमें से कौन सा होने जा रहा है सक्रिय और उनमें से कौन सक्रिय नहीं होने जा रहा है इसे अलग तरीके से रखने के लिए जब हम तय करें कि उनमें से कौन सक्रिय होने जा रहा है और उनमें से कौन सा नहीं होने जा रहा है सक्रिय हम स्वचालित रूप से उस क्रम या अनुक्रम को तय कर रहे हैं जिसमें यह विशेष रूप से है मशीन नौकरियां लेने जा रही है तो अगर हम एक बुद्धिमान में इन गुच्छेदार आर्क्स से सक्रिय आर्क्स का सेट प्राप्त करने में सक्षम हैं इस तरह से कि सबसे लंबा रास्ता कम हो जाता है फिर माकस्पैन अपने आप हो जाता है घटाया गया इस चाप पर सबसे लंबा रास्ता किसी दिए गए संभव शेड्यूल के Makespan को दर्शाता है आइए पहले एसपीटी समाधान को देखते हुए उस पहलू को स्पष्ट करें कि हम कैसे सक्षम हैं इस नेटवर्क पर उस 40 को पकड़ने के लिए और फिर दिखा कि सबसे लंबा रास्ता किस तरह का प्रतिनिधित्व करता है किसी दिए गए शेड्यूल का माकस्पैन तो हम पहले ही व्याख्यान में इस गैन्ट चार्ट या बार चार्ट को देख चुके हैं जहां Makespan 40 है एसपीटी अनुसूची के लिए और अधिक महत्वपूर्ण बात एम 1 नौकरियों में ले रहा है अनुक्रम J 1 J 2 और J 3 तो आइए हम कोशिश करें और मिलान करें कि यहाँ M 1 उन्हें अंदर ले जा रहा था आदेश J 1 J 2 और J 3 इसलिए M 1 पहले इस क्रम में ले रहा है इसलिए यह पहले किया जाता है फिर यह किया जाता है तो यह किया जाता है इसलिए M 1 पहले J 1 और फिर J 2 और फिर J 3 ले रहा है तो मुझे केवल एक अलग रंग के साथ यह दिखाने के लिए और यह बताने के लिए कि यहां एक डैश लगा है ये दो आर्क्स जो इन दो नोड्स को जोड़ रहे हैं यह आर्क इस विशेष आर्क को a यहाँ तीर का निशान बताता है कि J 1 पहले किया गया है और फिर J 2 M 1 पर किया गया है चूँकि 3 इन दो चापों के बीच 2 के बाद किया जाता है अब यह चाप तीर के निशान को सक्रिय करेगा यहाँ सक्रिय होगा जो अब इस बिंदीदार चाप द्वारा दिखाया गया है इसलिए एम 1 पर एसपीटी अनुक्रम के लिए दो बिंदीदार आर्क अब इस जोड़ी की जगह ले रहे हैं यह जोड़ी और यह जोड़ी जहां तक इस जोड़ी का संबंध है दोनों निष्क्रिय हैं क्योंकि हम 1 से 3 में अनुक्रम नहीं डालेंगे जो कि होता है J 1 और फिर J 2 और फिर J 3 तो स्वचालित रूप से जब हम एक चाप यहाँ रखते हैं और दूसरा चाप यहाँ इस तथ्य का ध्यान रखता है 3 एक के बाद एक किया जाता है और मार्ग इस तरह से चलता है तो इन दोनों का उपयोग नहीं किया जाएगा इसलिए केवल 6 में से 2 एक तय कार्यक्रम के अनुसार सक्रिय हो जाएंगे अब हम SPT चार्ट पर M 2 को देखते हैं और महसूस करते हैं कि ऑर्डर J 2 J 1 और फिर J3 है तो M 2 पर पहले यह J 2 कर रहा है फिर यह J 1 कर रहा है और फिर यह J 3 कर रहा है हम इसे इस चाप से बदल देते हैं और फिर यह चाप जो यह है इसी तरह एम 3 पर यह है फिर से J 1 J 2 और J 3 तो M 3 पर यह पहले J 1 है फिर यह J 2 है और फिर यह J 3 है इसलिए क्रम होगा और फिर J 3 तो अब यह नेटवर्क थोड़ा अनाड़ी हो गया है क्योंकि मेरे पास है रंगीन तीरों को अधिलेखित कर दिया लेकिन फिर हमें इस पर सबसे लंबा रास्ता निकालना होगा नेटवर्क केवल रंगीन तीरों के साथ साथ इस तरह के तीरों पर विचार करता है तो जल्दी से ऐसा करने के लिए हमें इस नेटवर्क को फिर से संबंधित आर्क्स के साथ आकर्षित करें और फिर प्रयास करें सबसे लंबा रास्ता निकालने के लिए इसलिए हमारे पास 1 1 3 1 2 1 F 2 2 1 2 3 2 1 3 2 3 3 3 है ओर एफ प्लस बेशक 1 1 से 1 2 और फिर 1 3 फिर 3 1 2 3 इसलिए 3 1 3 2 3 3 और जहां तक 2 है संबंधित है 2 1 2 3 2 2 2 1 और 2 3 इसलिए 2 2 2 1 2 3 तो यह चाप है जो हमारे पास है अब हमें इस पर सबसे लंबा रास्ता निकालना है हमें इस प्रक्रिया को भी लिखना है समय 7 8 10 6 4 12 8 8 और 7 तो हम अब यहाँ से यहाँ शुरू करेंगे इसलिए यह नोड 7 है अब यह नोड है मान 6 है अब इस नोड तक पहुंचने का सबसे लंबा रास्ता 7 प्लस 4 है और फिर आप आते हैं यहाँ नीचे है इसलिए मान 11 है और यदि हम बहुत ध्यान से देखें तो ये वास्तव में मान हैं 7 और 11 जो शुरू के समय का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए 0 यहाँ है इसलिए आपको 0 7 और 11 प्लस का एहसास होता है एक और 8 निश्चित रूप से होगा जो 19 है तब हमें इस नोड में जाना होगा यह है 15 7 प्लस 8 15 जिसे हम उस चार्ट में भी देख सकते हैं अब हम यहां आते हैं इसलिए यह 11 7 प्लस 4 11 है अब हमें इस तरह से लिखना है कि हम इसे शामिल करने के बाद इसे लेते हैं इसलिए यह होगा 7 प्लस 4 11 11 प्लस बन जाइए यह 8 19 हो जाएगा तो अब हम इस पर आए हैं तब इसे देखने के लिए यह 15 प्लस 10 25 होगा यह 6 प्लस 10 16 होगा इसलिए हम 25 को देखेंगे अब हमने इस नोड का मूल्यांकन किया है इसलिए यह 15 प्लस 12 27 अब है यह 25 प्लस 8 33 होगा और यह 33 प्लस 7 40 हो जाएगा और यह 0 है इसलिए यह होगा 40 हो गए तो अब हम महसूस करते हैं कि इस नेटवर्क पर सबसे लंबे पथ की लंबाई 40 के बराबर है जो अनुक्रम का माकस्पन होता है इसलिए हमने अनिवार्य रूप से एसपीटी का मानचित्रण किया है समाधान इस चाप पर SPT समाधान के अनुरूप Makespan प्राप्त करने का प्रयास करें यह वह नहीं है जो हम करने का इरादा रखते हैं हमने जो दिखाने की कोशिश की है उसे गैंट चार्ट दिया गया है से नौकरियों की यात्रा के क्रम का पता लगाया जा सकता है हमने अब गैन्ट को मैप कर दिया है इस पर चार्ट और एक दिए गए समाधान के अनुरूप संबंधित आर्क्स को चुना और हम इन दोनों को दिखाने के लिए माकस्पन का मूल्यांकन किया है लेकिन हमारा ऐसा करने का इरादा नहीं हैं हम क्या करने का इरादा रखते हैं यह कोशिश करना है और यह पता लगाना है कि सबसे अच्छा तरीका क्या है जो हम 2 को चुनते हैं इनमें से 6 SPT ने हमें यह और यह चुनने दिया अब एक और तरीका है जिसके द्वारा हम चुन सकते हैं इस से बाहर 2 आर्क्स का एक और सेट इसी तरह पीले रंग पर 2 आर्क्स का एक और सेट और दूसरे पर 2 आर्क्स जो है मशीन 2 ताकि इसके अंत में सबसे लंबा रास्ता 40 से कम हो इसलिए यदि हम प्राप्त करने में सक्षम हैं सबसे लंबा रास्ता 40 से कम है तो हमने एक ऐसा समाधान प्राप्त किया है जिसमें कम है समाधान जो यहां दिखाया गया है की तुलना में बनाता है दूसरी सीख यह भी है कि महत्वपूर्ण बात हालांकि मकेस्पन की गणना है और इसे मकेस्पन को कम करने का प्रयास करेंगे लेकिन फैसला जो लेना है एसपीटी नियम ने जो किया है वह यह है कि नौकरियों के लिए एक निश्चित क्रम का प्रयास करना है मशीनों पर कार्रवाई की जाती है ऐसे हर आदेश के लिए एक makespan होगा इसलिए हम जो करने की कोशिश करते हैं हम इन आर्कों को देखकर उस आदेश को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं सबसे अच्छा चाप जो हम उपयोग करते हैं प्रत्येक चाप जो हम उपयोग करते हैं वह एक आदेश का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें नौकरियां होती हैं मशीनों पर कार्रवाई की जाएगी तो चलिए अब कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अब इस रास्ते को समझ गए हैं आइए अब कोशिश करें और देखें एक सबसे अच्छा तरीका है या ऐसा कौन सा तरीका है जिसे हम सबसे अच्छा 2 में से चुनने के लिए अपनाने जा रहे हैं 3 इसलिए अब मैं जो करूंगा वह ये है कि मैं इन्हें हटा दूंगा क्योंकि ये अब एसपीटी के हैं हमें यह पता लगाना होगा कि अगर हम इन 6 आर्क्स में से 1 मशीन लेते हैं जो 2 हम करने जा रहे हैं चुनें इसी तरह मशीन 2 के लिए और इसी तरह मशीन 3 के लिए और एक बार हमने चुना है सबसे लंबा रास्ता स्वचालित रूप से हमें एक makespan देगा अब क्या समझने के लिए चुनने का सबसे अच्छा तरीका है ये आर्क हम कोशिश करते हैं और एक अन्य उप समस्या को देखते हैं जो मैं करूँगा समझाने के लिये अब और फिर उस उप समस्या से परिणाम का उपयोग करके निर्धारित करें कि क्या है आर्क्स का सही सेट जिसे हमें चुनने की आवश्यकता है इसलिए हमें अन्य उप समस्या पर जाने दें और इस उप समस्या को 1 rj Lmax समस्या कहा जाता है इसका मतलब है कि 1 एकल के लिए खड़ा है मशीन आरजे नौकरियों के रिलीज के समय के लिए खड़ा है और एल अधिकतम अधिकतम मर्यादा के लिए खड़ा है इसलिए उप समस्या जो हम देखेंगे वह एकल मशीन की समस्या है जिसमें रिलीज के समय इसका मतलब है कि सभी समय पर उपलब्ध नहीं हैं समय पर सभी नौकरियां 0 के बराबर समय पर उपलब्ध नहीं हैं लेकिन जिस समय में नौकरियां उपलब्ध हैं ज्ञात होता है तो आरजे वह समय है जिस पर नौकरी जे है उपलब्ध है और एल अधिकतम इस पर अधिकतम मरोड़ को कम करने के लिए है तो हम एक उदाहरण लेते हैं 1 आर एल एल अधिकतम समस्या को समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे हल करते हैं वह और फिर देखें कि हम कैसे 1 आरजे एल मैक्स से परिणाम का उपयोग करते हैं और इस पर सुपरइमोस करते हैं नेटवर्क ताकि हम आर्क्स का सही सेट प्राप्त करने में सक्षम हों जो कि कम प्रयास करे makespan तो हम इस उदाहरण को 1 आरजे एल मैक्स के लिए लेते हैं और हमें समस्या की तरह देखते हैं यह जहां एक मशीन पर 4 काम हैं प्रसंस्करण समय 4 2 6 और 5 हैं रिलीज़ समय 0 1 3 और 5 हैं और नियत दिनांक 8 12 11 और 10 हैं इसलिए यदि हम एक अनुक्रम 1 2 3 4 पर विचार करें तो पूरा होने के समय 4 हैं नौकरी 0 पर समय में प्रवेश कर सकती है तो यह 4 पर निकल सकता है जिसके द्वारा समय 2 नौकरी उपलब्ध है इसलिए 4 प्लस 2 6 नौकरी 3 उपलब्ध है एक बार फिर 3 पर इसलिए 6 प्लस 6 12 और नौकरी 4 5 से उपलब्ध है इसलिए 12 प्लस 5 17 ये हैं पूरा होने का समय 4 प्लस 2 6 प्लस 6 12 प्लस 5 17 हमने सामना नहीं किया है स्थिति जहां हमें मशीन के पास नौकरी के आने का इंतजार करना पड़ता है ऐसा नहीं है इस विशेष क्रम में हुआ यदि हम एक अनुक्रम 2 4 1 3 नौकरी पर विचार करते हैं तो 2 1 से शुरू होता है इसलिए 3 पर समाप्त होता है क्योंकि यह आता है 1 में 2 अधिक इकाइयाँ समाप्त होती हैं 3 पर 4 4 पर आता है 5 लेता है 5 और अधिक इकाईयों पर 10 1 पर समाप्त होता है 0 पर उपलब्ध है तो 10 प्लस 4 14 3 14 प्लस 6 20 पर उपलब्ध है इसलिए ये होंगे पूरा होने का समय अब नियत तिथियां यहां 12 होंगी 4 के लिए यह 10 है 1 के लिए यह 8 है 3 के लिए यह है 11 इसलिए ये कई बार पूर्ण होने की तारीखें हैं इसलिए यह नौकरी जल्दी है यह नौकरी है न तो जल्दी और न ही टार्डी यह जॉब 6 के बराबर टैडीनेस के साथ टैडी है यह जॉब टार्डी है tardiness बराबर 9 इसलिए अधिकतम tardiness L अधिकतम है इसलिए L अधिकतम 9 के बराबर है 4 हैं सबसे खराब स्थिति में नौकरियां आपके पास 4 वास्तविक दृश्य हो सकती हैं इसलिए एल अधिकतम के साथ जुड़ा हुआ है अनुक्रम 2 4 1 3 9 है क्या अनुक्रम है जो एल अधिकतम को कम करता है समस्या है तो अब हम इस समस्या को देखते हैं और फिर वापस जाते हैं और देखते हैं कि हम क्या करते हैं इसलिए हम आवेदन करते हैं एक शाखा और बाध्य एल्गोरिथ्म ऐसा करने के लिए तो आइए हम यहां शुरुआती पेड़ के साथ शुरू करते हैं और तो हम कहते हैं कि नौकरी 1 पहली नौकरी है नौकरी 2 दूसरी पहली नौकरी है नौकरी 3 पहली नौकरी है और पहली नौकरी के रूप में 4 नौकरी अब जब हम नौकरी 1 को पहली नौकरी के रूप में लेते हैं तो हम एक निम्न का पता लगाना चाहते हैं L अधिकतम पर बाध्य है इसलिए इसे 1 डैश डैश डैश या 1 स्टार स्टार स्टार के रूप में लिखा जा सकता है जहां 3 अन्य नौकरियों को अब एक निश्चित अनुक्रम में रखना होगा तो अब हम नौकरी 1 से शुरू करते हैं पहली नौकरी इसलिए नौकरी 4 के बराबर समय पर तैयार है तो नौकरी 1 पूरा होने का समय 4 नियत तारीख 8 है अब हम बाकी नौकरियों की व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं जल्द से जल्द नियत तारीख अनुक्रम का उपयोग करना इसलिए अगर हम बाकी नौकरियों को जल्द से जल्द इस्तेमाल करते हैं नियत तारीख अनुक्रम तो अस्थायी अनुक्रम 4 होगा फिर 3 और फिर 2 वह एक है अस्थायी अनुक्रम यदि हम शेष नौकरियों के लिए जल्द से जल्द तारीख का उपयोग करते हैं अब अस्थायी पूरा होने का समय पूरा होने वाला समय मशीन 4 पर उपलब्ध होगा लेकिन यह है होने जा रहा है यह केवल 5 पर आने वाला है इसलिए अगर हम पूरा होने का समय निकालना चाहते हैं तो पूरा होने का समय 5 हो जाएगा प्लस 5 10 लेकिन हम एल मैक्स के निचले हिस्से को खोजने में रुचि रखते हैं इसलिए हम उपयोग करेंगे ईडीएमडी नियम को प्रीमेप्टिव कहा जाता है अब वास्तविक अनुक्रम में यदि हम खोजना चाहते हैं 4 के लिए वास्तविक अनुक्रम यह 5 पर शुरू होगा और 10 पर खत्म होगा और इसके लिए मशीन बेकार है एक समय इकाई क्योंकि यह 4 से अधिक है लेकिन नौकरी 4 केवल 5 पर उपलब्ध है अब यह अतिरिक्त है 1 अधिकतम प्रभाव बढ़ाने में इसका प्रभाव हो सकता है लेकिन पूर्ववर्ती ईडीडी में नियम हम जो मानते हैं वह यह है कि हम नौकरी से छूट देते हैं इसलिए अब हम देखते हैं कि अगर इसमें देरी हो रही है तो इसके बीच एक बेमेल के कारण पूरा होने का समय और इस आगमन का समय हम अगली उपलब्ध नौकरी या अस्थायी नौकरी को देखते हैं अनुक्रम जो 3 है अब 3 3 पर उपलब्ध है इसलिए यह कहने जैसा है कि मैं एक मिनट करूंगा नौकरी 3 के प्रसंस्करण के लिए इसे 4 के बराबर समय पर निकाल लें फिर मैं इसे और इसी तरह दर्ज करूंगा एक इच्छा अब 5 से शुरू होती है और 10 पर समाप्त होती है इसलिए यहां पूरा होने का समय 10 होगा अब 3 के लिए पहले से ही मैंने 1 यूनिट प्रसंस्करण समय किया है इसलिए अब 3 अब वापस जाएगा और प्रसंस्करण समय की शेष 5 इकाइयों को पूरा करें 15 तक समाप्त करें जिस समय तक नौकरी 2 है उपलब्ध है और फिर यह 17 होगा अगर दूसरी तरफ मैंने प्रीडेक्टिव ईडीडी का इस्तेमाल नहीं किया है नियम तो यह अभी भी 10 होगा लेकिन यह 16 हो गया होगा और यह होगा 18 इसलिए पूर्वनिर्धारित ईडीडी नियम मुझे अपने पूर्ण समय को कम करने की कोशिश करने की अनुमति देता है केवल कम बाध्य गणना के उद्देश्य के लिए जब मैं किसी दिए गए अनुक्रम के लिए वास्तव में एल अधिकतम का मूल्यांकन कर रहा हूं तब मैं ए का उपयोग नहीं करूंगा प्रीमेप्टिव रूल क्योंकि मेरी एक धारणा यह है कि नौकरी से पूर्व भुगतान की अनुमति नहीं है केवल एक कम बाध्य कंप्यूटिंग के उद्देश्य के लिए मैं एक प्रीडेप्टिव ईडीडी नियम का उपयोग कर सकता हूं और अनुमति देना इसलिए कि L अधिकतम का निचला अनुमान पूरा हो गया है एक निचली सीमा एक है एल मैक्स का निचला अनुमान पूरा हो गया है अब नियत तारीखें 8 10 11 और 12 हैं इसलिए यह है अधिकतम मर्यादा इसलिए L अधिकतम पर कम बाउंड 5 के बराबर है अब मैं दूसरे की गणना की व्याख्या करता हूं अब हम पहले की तरह नौकरी 2 से शुरू करते हैं यहाँ हमें आपको नियत नौकरियों के लिए ठीक नहीं करना है आप पूर्व निर्धारित नहीं कर सकते ईडीडी आप प्रीमेप्टिव ईडीडी लागू कर सकते हैं केवल उन नौकरियों के लिए जो इसमें तय नहीं हैं आंशिक अनुक्रम तो 2 आंशिक क्रम में तय किया गया है इसलिए 2 शुरु होता है n बराबर 1 पर और 3 के बराबर समय समाप्त होता है अगला 1 होगा अगले 3 कार्य 1 3 1 4 और 3 होंगे अगली 3 नौकरियां होंगी जो सफेद रंग में नहीं दिखाई जाती हैं समय के साथ 3 नौकरियां उपलब्ध हैं तो यह 7 पर समाप्त हो जाएगा 7 पर 4 नौकरी उपलब्ध है इसलिए यह 12 पर होगी और 12 नौकरी 3 पर है उपलब्ध यह 18 पर होगा अब इस 8 10 और 11 के लिए नियत तारीखें 12 हैं इसलिए यह L अधिकतम में योगदान करने वाला है इसलिए एल अधिकतम 7 के बराबर है इसलिए निचला बाउंड 7 के बराबर है अब हमें यहां 3 नौकरी देखनी होगी अनुक्रम में पहली नौकरी हो अब अगर हम इस समस्या को बहुत ध्यान से देखते हैं अगर नौकरी 3 है अनुक्रम में पहली नौकरी तो निश्चित रूप से नौकरी 3 3 खत्म करने के लिए शुरू कर सकते हैं 3 प्लस 6 में 9 के बराबर और 3 मिनट के लिए मशीन को निष्क्रिय होना पड़ता है लेकिन फिर उन 3 मिनटों में बेकार हो जाता है अगर मैं कर सकता था आसानी से नौकरी 2 में डाल दिया है और इसे बाहर ले लिया है तो आमतौर पर यहां एक नौकरी है पहली नौकरी 3 के रूप में और कुछ अन्य नौकरी है जो इस कार्य को पहली नौकरी के रूप में शुरू करने से पहले पूरा किया जा सकता है फिर एल मैक्स इसके साथ जुड़ा एल हमेशा अधिकतम से अधिक होगा क्योंकि यह इसके साथ जुड़ा हुआ है यह आगे किया जा सकता है इसलिए ध्यान से देखें कि क्या मुझे पहले 3 नौकरी करनी है मुझे समय का इंतजार करना होगा 3 के बराबर इसलिए 3 मिनट मशीन बेकार है और फिर उसके बाद मुझे 2 करना है लेकिन सामान्य ज्ञान मुझे बताता है कि उन 3 मिनटों में मैं 2 को समाप्त कर सकता हूं क्योंकि 2 1 से शुरू होता है और 3 पर समाप्त होता है तो अगर जे 3 जैसी कोई नौकरी है जिसकी शुरुआत में देरी हो रही है और उस देरी में अगर मैं कर सकता हूं किसी और काम को पूरी तरह से खत्म कर दें तो यहां की निचली सीमा हमेशा से अधिक रहेगी यहाँ कम बाउंड इसलिए मैं इस समय इसकी गणना नहीं करता हूं कि मैं बस इसे खाली रखता हूं क्योंकि यह मेरे लिए पर्याप्त है इसलिए मैं ऐसा नहीं करता इसी तरह 4 के लिए क्योंकि 4 के लिए मुझे करना होगा 5 और मिनट के लिए प्रतीक्षा करें जिस समय में मैं समाप्त कर सकता था और साथ ही मैं इसे समाप्त कर सकता था इसलिए मैं 4 के लिए नहीं करूंगा तो अब मैं फिर से यहां पर शाखा करता हूं मैं 1 2 1 3 के साथ शाखा करता हूं और मैं वास्तव में 1 4 पर शाखा कर सकता हूं इसलिए मैं 1 4 पर भी शाखा लगा सकता हूं इसलिए मुझे सिर्फ 1 4 को यहां रखना है अब हम जारी रख सकते हैं प्रीडेप्टिव ईडीडी का यह विचार मुझे केवल 1 2 के लिए प्रीमेप्टिव ईडीडी की व्याख्या करने दें तो मेरे पास 1 और 2 हैं जो तय हैं इसलिए मेरे पास पूरा करने का समय 0 पर शुरू होता है मैं 4 बजे समाप्त करता हूं यह किस समय उपलब्ध है तो 4 प्लस 2 6 अब एक प्रीमेप्टिव ईडीडी के आधार पर मैं 4 करूंगा और 3 क्योंकि शेष देय तिथियां 11 और 10 हैं इसलिए मैं समय पर 4 और 3 करूंगा 6 के बराबर यह उपलब्ध है इसलिए यह 11 हो जाएगा और फिर यह 17 हो जाएगा इसलिए नियत तिथियां 1 और 2 8 12 10 और 11 के लिए हैं इसलिए निचली सीमा 6 हो जाती है अब अगर मैं 1 और 3 करता हूं जो कि यह नोड है तो समय के साथ 4 के बराबर यह उपलब्ध है इसलिए 4 प्लस 6 10 अब ये 2 शेष चीजें हैं इसलिए मेरे पास 4 और 2 हैं इसलिए 10 नौकरी 4 पर उपलब्ध है तो यह 10 से अधिक 5 हो जाएगा 15 15 पर नौकरी 2 उपलब्ध है इसलिए यह 17 हो जाएगा अब नियत तारीखें 8 11 10 और 12 हैं इसलिए L अधिकतम 5 पर बनी हुई है 5 से कम है अब वास्तव में एक तरीका है जिसके द्वारा हमें 4 से 1 करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन हम कोशिश करते हैं और 1 4 करते हैं और समझ सकते हैं कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है इसलिए हम यहां 1 4 को देखते हैं अब जब हम 1 4 करते हैं तो यह 4 के बराबर समय पर होता है इसलिए इसे इंतजार करना पड़ता है एक और 1 मिनट के लिए इसलिए इसे 5 पर लेता है और 10 पर खत्म करता है फिर EDD नियम से मेरे पास 3 और है 2 इसलिए 10 पर यह उपलब्ध है इसलिए 16 और 18 अब नियत तारीखें 8 10 11 और 12 11 से 3 हैं 12 के लिए 2 एल अधिकतम यहाँ है इसलिए एल अधिकतम 6 है इसलिए निचला बाउंड 6 के बराबर है यह दिखाना संभव है कि हमें इसकी गणना करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पास 5 और है यह कम से कम एक और परिणाम देने वाला है लेकिन किसी भी मामले में हमने इसकी गणना की है इसलिए हम इस निचले हिस्से को 6 के बराबर रखें अब हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं और 2 शाखाएँ बना सकते हैं इसलिए मेरे पास 1 3 2 4 और 1 3 4 2 हैं ये 2 क्रम हैं जो मैं सोच सकता हूं क्योंकि वहां केवल 2 और नौकरियां शेष हैं इसलिए ये संभव अनुक्रम हैं इसलिए सामान्य तौर पर यहां तक कहेंगे कि हमें इस निचली सीमा का मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है हम 1 3 पर सीधे कहा जा सकता है केवल 2 और कार्य शेष हैं जो हो सकते हैं 2 तरीकों से तय किया गया इसलिए हम 2 और क्रम बना सकते हैं अब याद रखें कि ये पूर्ण हैं क्रम इसलिए हम पूर्ववर्ती ईडीडी नियम का उपयोग नहीं करेंगे हम केवल एल का मूल्यांकन करेंगे इन 2 अनुक्रमों के लिए अधिकतम यह मानते हुए कि नौकरी से पहले छूट की अनुमति नहीं है तो आइए इन 2 अनुक्रमों के लिए एल अधिकतम का मूल्यांकन करें इसलिए पहला अनुक्रम 1 3 2 4 है इसलिए एक पूरा होने का समय 4 3 उपलब्ध है 4 प्लस 6 10 10 2 पर उपलब्ध है 10 प्लस 2 12 और पर 12 4 उपलब्ध है 12 प्लस 5 17 अब नियत तारीखें 8 हैं 3 के लिए यह 11 है 2 के लिए यह 12 है 4 के लिए यह 10 है इसलिए इस क्रम के लिए L अधिकतम 7 के बराबर है अब हम अन्य 1 1 3 4 2 को देखते हैं इसलिए समय के बराबर 10 4 उपलब्ध है समय पर 15 15 के बराबर 2 उपलब्ध है 15 प्लस 2 17 है और नियत तिथियां 10 और 12 हैं इसलिए एल अधिकतम है 5 एल अधिकतम 5 है एल 5 है इसलिए एल अधिकतम 5 है इसलिए हमारे पास एल अधिकतम 5 के बराबर है और यह इष्टतम है या इष्टतम क्योंकि इस 5 के साथ मैं कर सकता हूं यह व्यवहार्यता द्वारा थाह है हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं हम एक संभव समाधान है यह बाध्य है इस विचार को हम पहले ही देख चुके हैं शाखा और प्रवाह की दुकान अनुक्रमण के लिए बाध्य इसलिए यहाँ निम्न सीमा से अधिक है वर्तमान सबसे अच्छा ऊपरी बाध्य इसलिए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है और किसी भी स्थिति में ये 2 हम नहीं करेंगे इसलिए हम वापस जा सकते हैं और कहते हैं कि 5 के बराबर एल अधिकतम के साथ 1 3 4 2 वास्तव में इष्टतम है तो यह एक शाखा है और बाध्य एल्गोरिथ्म 1 आर एल एल अधिकतम समस्या को हल करने के लिए लेकिन फिर 1 आर एल एल अधिकतम समस्या एक कठिन समस्या है यह एक कठिन समस्या है और सबसे बुरी स्थिति में शामिल हो सकता है सभी n भाज्य संभव दृश्यों की गणना अब हमने 4 नौकरियों के साथ एक उदाहरण लिया है इसलिए इन 4 नौकरियों के साथ हम एक स्थिति का सामना कर सकते हैं इस मामले में नहीं लेकिन अगर वहाँ n नौकरियों रहे हैं इन 4 नौकरियों हमें 4 factorial संभव दे सकता है अनुक्रम लेकिन फिर n नौकरियों के साथ एक और समस्या के लिए हम एक स्थिति का सामना कर सकते हैं जहां हम सभी n भाज्य संभव अनुक्रमों का मूल्यांकन करेंगे इसलिए 1 आरजे एल मैक्स के साथ शाखा और बाध्य हमें घातांक की एक संख्या के माध्यम से ले जा सकते हैं और यह एक कठिन समस्या है लेकिन फिर प्रीडेप्टिव ईडीडी आधारित निचले बाउंड का उपयोग करके हमने यहां प्रदर्शन किया और कुछ प्रभुत्व शर्तों को लागू करना जो हमने इसके माध्यम से समझाया उदाहरण प्रभुत्व की स्थिति ने सुनिश्चित किया कि हमें इसके मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है या हमें इसकी आवश्यकता नहीं है इसका मूल्यांकन करें केवल इसलिए कि जब तक यह नौकरी पहली नौकरी कुछ अन्य नौकरी के रूप में तैयार हो जाती है इस तरह के एक प्रमुख नियम शाखा और बाध्यता के आधार पर पूरी तरह से पूरा किया जा सकता है एल्गोरिथ्म बहुत कुशलता से प्रदर्शन करने के लिए पाया जाता है यहां तक कि उचित नौकरी के आकार के लिए भी उदाहरण के लिए नौकरी का आकार 30 या 40 या 50 जैसा है कोई बहुत ही कुशल कोड लिख सकता है जो इस समस्या का समाधान एक उचित मात्रा में गणना समय के भीतर करेगा जब हम प्रयोग करें या जब हम एक अनुभवजन्य शैली करते हैं हालांकि सबसे खराब स्थिति में 1 आरजे एल अधिकतम है और जोर से तो हम अभी भी 1 आर एल एल मैक्स को हल करने के लिए इस शाखा और बाध्य एल्गोरिथ्म का उपयोग करते हैं और करने की कोशिश करते हैं इष्टतम समाधान प्राप्त करें जो दिखाता है जो अधिकतम परछाई को कम करता है रिलीज के समय के साथ एक एकल मशीन अब हमने 1 आरजे एल अधिकतम समस्या देखी है और अब हमें वापस जाना है और इस 1 आर का उपयोग करना है जॉब शॉप की शेड्यूलिंग समस्या पर j L अधिकतम ताकि हम कोशिश करें और एक अच्छा शेड्यूल प्राप्त करें बहती बाधा के आवेदन के अंत अब हम ऐसा ही करेंगे इसलिए हमें इस नेटवर्क पर वापस आना चाहिए और फिर हम यह समझें कि इस नेटवर्क में ये सभी आर्क बदलने वाले नहीं हैं लेकिन हमारे पास जहां भी है उदाहरण के लिए ये रास्ते 1 1 1 2 और 1 3 हमने कहा कि इन 6 आर्क्स में से 2 दिखाए गए हैं उनमें से समाधान में होगा और जो 2 तय करना होगा अब हम इस समस्या को पहले देखते हैं संदर्भ समय 4352 और हमें लोड के लिए देखते हैं इन नौकरियों में से प्रत्येक जिसका अर्थ है कि अगर मैं अस्थायी रूप से पूरा करने के लिए इस रास्ते को देखना शुरू करता हूं इस तरह के आर्क्स को अनदेखा करना अगर हम केवल इन रास्तों को देखना शुरू करें तो अब यह रास्ता 7 प्लस 8 15 प्लस 10 25 जो नौकरी 1 के लिए कुल प्रसंस्करण समय का प्रतिनिधित्व करता है जो कि इन 3 का सरल जोड़ है तो जॉब 1 के लिए 25 टाइम यूनिट्स की जरूरत है जॉब 2 के लिए 22 टाइम यूनिट्स की जरूरत है जॉब 3 के लिए 23 टाइम यूनिट्स की जरूरत है तो स्वचालित रूप से Makespan पर निचला बाउंड अधिकतम काम है प्रसंस्करण समय इसलिए 25 मकस्पन से कम है आइए हम भी देखें और देखें आवश्यक होने वाली 3 मशीनों पर मशीन समय इसलिए एम 1 को 7 प्लस 4 11 प्लस 8 की आवश्यकता होती है19 एम 2 के लिए 10 प्लस 6 16 प्लस 8 24 और एम 3 के लिए 8 प्लस 12 20 प्लस 7 27 की आवश्यकता होती है 27 के भार के साथ 3 माकस्पन पर थोड़ा हल्का हल्का सा बंधा होता है अब हम कह सकते हैं कि M 3 के बाद से 27 की आवश्यकता है जाहिर है Makespan अधिक होना चाहिए या 27 के बराबर है इसलिए हम 27 के रूप में Makespan पर एक कम बाध्य के साथ शुरू करते हैं इसलिए मकस्पान पर निचली सीमा 27 थी जो M 3 के लिए है और फिर हम M 3 की पहचान करते हैं पहली अड़चन मशीन क्योंकि इसमें 3 मशीनों के बीच उच्चतम भार है अब हम मशीन 3 एम पर 1 आरजे एल अधिकतम एल्गोरिथ्म लागू करते हैं और 4 नौकरियों को देखने की कोशिश करते हैं मशीन M 3 के साथ टोंटी मशीन के रूप में तो अब हम 1 आरजे एल अधिकतम डेटा लिखते हैं मशीन M 3 के लिए जो J 1 J 2 J 3 J 3 क्योंकि हमारे पास केवल 3 नौकरियां हैं तो हम मशीन 3 आरजे रिलीज समय या जिस पर समय पर pj प्रसंस्करण समय लिखना है नौकरी उपलब्ध है और डीजे जो नियत तारीख है अब प्रसंस्करण समय लिखना है आसान है क्योंकि हम यहाँ से M 3 पर देख सकते हैं J 1 को 8 की आवश्यकता है M 3 J 2 पर 12 की आवश्यकता है और एम 3 जे 3 पर 7 की आवश्यकता होती है अब हमें वापस जाना चाहिए और आरजे का पता लगाना चाहिए जो रिलीज का समय है नौकरी या जल्द से जल्द नौकरी की उम्मीद कर सकते हैं कि एम 3 के लिए उपलब्ध कराया जाए J 1 को देखें J 1 को जल्द से जल्द M 3 के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है क्योंकि इसे खत्म करना है एक M 1 तभी उसे M 3 पर आना होगा तो M 3 पर J 1 के लिए जल्द से जल्द रिलीज का समय 7 है M 3 पर J 2 के लिए जल्द से जल्द रिलीज का समय 10 6 प्लस 4 है और जल्द से जल्द J 3 पर फिर से 8 प्लस 8 जो 16 है अब हमें नियत तारीखों का पता लगाने अगर हम मानते हैं कि मकस्पैन 27 है जो उस पर निचली सीमा है अब एम 3 है जॉब जे 2 के लिए अंतिम मशीन इसलिए नियत तारीख जॉब जे 2 27 होगी जो कि निम्न सीमा है माकस्पैन इसके लिए नियत तारीख भी 27 होगी लेकिन अब एम 1 एम 3 पर अंतिम मशीन नहीं है तो अगर माकस्पैन को 27 होना है तो एम 3 के लिए नियत तारीख 17 होनी चाहिए क्योंकि यह कम से कम समय के लिए एक और 10 यूनिट की आवश्यकता होती है इसलिए अधिकतम आप नियत तारीख को बढ़ा सकते हैं J 1 के लिए 17 तो अब हमारा डेटा पूरा हो गया है जब हमें 1 rj Lमैक्स पर करना है ऐसा है तो हम एम 3 पर इन 3 नौकरियों पर विचार करते हुए 1 आरजे एल अधिकतम की गणना दिखाते हैं तो हम फिर से शाखा शुरू करते हैं और कहते हैं कि पेड़ नौकरी 1 पहली एक नौकरी 2 है पहले एक काम 3 पहला काम है तो आइए हम इसके लिए एल मैक्स का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो यह 1 xx होगा लेकिन नियत तिथियों के आधार पर यह 1 2 3 हो सकता है या यह 1 3 2 हो सकता है तो चलिए केस १ २ ३ ले लो अब पूरा होने के समय अब यह १० पर उपलब्ध है समय 3 के बराबर इसलिए 7 plus 8 15 अब 15 J 2 में उपलब्ध है 15 plus 12 27 और 27 J 3 में 27 प्लस 7 34 उपलब्ध है अब नियत तारीख यहाँ 17 है 2 के लिए भी 27 है 3 के लिए भी 27 है केवल एक एल है इसलिए एल अधिकतम 7 है इसलिए कम बाउंड 7 है वास्तव में अगर हमने 1 3 और 2 किया है तो हमें वास्तव में इसका एहसास है यह 15 है लेकिन 15 पर यह उपलब्ध नहीं है इसलिए एल अधिकतम केवल ऊपर जाएगा इसलिए यह बेहतर है अन्य एक चूंकि हम एक कम बाउंड का उपयोग कर रहे हैं हम 7 को निम्न बाउंड के रूप में देखते हैं अब हम 2 को पहली नौकरी के रूप में देखते हैं इसलिए 2 आरजे 10 है पूरा होने का समय 22 है और फिर नियत समय पर आधारित है दिनांक यह 1 और 3 है इसलिए 22 पर यह उपलब्ध है 22 से अधिक 8 30 30 से अधिक 7 37 अब कारण तारीखें हैं 17 27 17 और 27 तो यह 10 है यह 13 है इसलिए निचला बाउंड 13 है अब हम १ और २ के आधार पर ३ १ और २ को देखते हैं अब यह पूरा होने का समय है 16 में उपलब्ध है तो 23 पर इसलिए 23 पर यह उपलब्ध है 23 प्लस 8 31 प्लस 12 43 देय तिथियां हैं 27 17 27 तो यह 16 है अब एल अधिकतम 16 है तो निचला बाउंड 16 है इसलिए हमें यहां से आगे बढ़ना है इसलिए 2 पहले के रूप में 3 पहले के रूप में इसलिए यह हमें 2 संभावित दृश्यों के रूप में 1 2 3 1 3 2 का अनुक्रम देता है इसलिए हम जल्दी से इनमें से प्रत्येक के लिए एल अधिकतम का मूल्यांकन करें तो 1 2 और 3 के लिए पूरा होने के समय 7 प्लस 8 15 हैं 15 पर यह उपलब्ध है 15 प्लस 12 27 34 नियत तारीखें 16 27 27 हैं इसलिए एल अधिकतम 7 के बराबर है अब 1 3 और 2 के लिए इसलिए एक 7 7 प्लस 8 15 पर उपलब्ध है यह 16 में उपलब्ध है इसलिए 16 प्लस में 7 23 और उसके बाद 23 को 23 प्लस 12 35 उपलब्ध है नियत तारीखें 16 27 27 हैं इसलिए एल अधिकतम है 8 के बराबर इसलिए एल मैक्स 7 के बराबर है वास्तव में हम इसे थाह कर सकते थे क्योंकि एल मैक्स के साथ 7 के बराबर हम इसे थाह सकते हैं हम इसे थाह सकते हैं और चूंकि यह एक शाखा है और बाध्य है एल्गोरिथ्म जो मूल्य आप यहां प्राप्त कर सकते हैं वह 7 से अधिक या बराबर होगा और चूंकि हमारे पास 7 के साथ एक समाधान है हमें इसकी भी मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन हम जानते हैं कि एल मैक्स 7 के बराबर इसके लिए इष्टतम है तो अब हम जा सकते हैं और कह सकते हैं कि अगर हम M 3 को देखें 1 आरजे एल मैक्स पर हमें पता चलता है कि जे 1 जे 2 जे 3 शाखा का उपयोग करके इष्टतम अनुक्रम है और बाध्य एल्गोरिथ्म और इसलिए अब हम एम 3 पर वापस जा सकते हैं मशीन 3 यहाँ है मशीन 3 यहाँ है और मशीन 3 यहाँ है अब हम कहते हैं कि हम J 1 J 2 और J 3 करने जा रहे हैं इसलिए हम आर्क्स के इन 2 सेटों को एक आर्क से बदलें जो कि यह J 1 से J 2 है हम इन 2 आर्क्स की जगह लेते हैं यहां एक चाप के साथ और फिर हम इन 2 आर्क्स को छोड़ देते हैं क्योंकि उनका उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है इसलिए हमारे पास यह है तो अब हमने एम 3 के लिए पहचान की है कि आर्क्स का सही सेट क्या है अगर हम अब जाओ और इस नेटवर्क पर सबसे लंबे रास्ते का पता लगाओ इस नेटवर्क का सबसे लंबा रास्ता 27 प्लस 7 होगा जो कि 34 है क्योंकि 7 को इस पर सबसे लंबे रास्ते में जोड़ा जाएगा अब हमारे पास दो और मशीनें हैं मशीन 1 और मशीन 2 मशीन 1 जिसका लोड है 7 प्लस 4 11 प्लस 8 19 और मशीन 2 6 प्लस 10 16 प्लस 8 24 के भार के साथ अब मशीन 2 24 के साथ अगली अड़चन बन जाती है और फिर हम 1 आरजे एल अधिकतम पर हल करते हैं मशीन 2 जैसा हमने यहां किया और फिर हम Makespan के साथ 34 में अपडेट होने की कोशिश करते हैं क्योंकि सबसे लंबा रास्ता 34 का है जब हमने M 3 के लिए किया था जो हमें 27 के लिए मिला था अब हमने अपडेट कर दिया है माकस्पन को 34 इसलिए हम M 2 पर 1 आरजे एल मैक्स को माकस्पैन के साथ 34 के बराबर हल करते हैं और फिर हम उपयुक्त रूप से M 2 के लिए r js और d j के लिए परिभाषित करें फिर माकस्पैन बढ़ सकता है बढ़ सकता है अगर तो इसे रखें और फिर इसे फिर से हल करें एम 1 को एम 1 के लिए सबसे अच्छा मार्ग मिलता है इसलिए हमें एम 2 के लिए नौकरियों का सबसे अच्छा मार्ग मिलेगा जैसा कि साथ ही एम 1 के लिए नौकरियों का सबसे अच्छा मार्ग है जिसका मतलब है कि हमने सबसे अच्छा चुना है ये सेट के साथ साथ दूसरे सेट से बाहर सर्वश्रेष्ठ हैं और एक बार हम सभी मशीनों के लिए पूरा कर लेते हैं अब हम सबसे लंबे रास्ते का पता लगा सकते हैं जो एक संभव समाधान होगा जो हमें माकस्पन प्रदान करेगा अब एक पर गणना मशीनें एम 2 और एम 1 और इस शाखा के आवेदन और उन पर बाध्य विचार सेवा इस समस्या पर आगे भी जारी है हम अगले व्याख्यान में देखेंगे